नमस्ते और सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हम वास्तव में स्टैक में एक बफर ओवरफ्लो को देखा था और हमने देखा था कि कैसे भेद्यता या बफर ओवरफ्लो का शोषण किया जा सकता है इसका उपयोग निष्पादन को विकृत करने के लिए किया जा सकता है और एक हमलावर पेलोड लिख सकता है और निष्पादित करने के लिए पेलोड को मजबूर कर सकता है तो मूलतः हमलावर बफर को ओवरफ्लो करेगा जिससे स्टैक पर मौजूद रिटर्न एड्रेस ओवरराइट हो जाता है अब रिटर्न एड्रेस स्टैक के किसी अन्य स्थान पर ओवरराइट किया गया है और उस स्थान पर हमलावर ने पेलोड लिखा है और इसपेलोड को फिर निष्पादित किया जाएगा इस व्याख्यान में हम दो निवारण तकनीकों को देखेंगे एक कैनरी और दूसरे को एनएक्स बिट या गैर निष्पादित स्टैक कहा जाता है ये दोनों अलग अलग तकनीकें बहुत लोकप्रिय हैं और आज उपयोग में आए सभी संकलक और सिस्टम में शामिल की गई हैं आइए इस व्याख्यान की शुरुआत करें कैनरी एक संकलक रक्षा तंत्र है मूलतः संकलक क्या करता है कि जब भी एक स्टैक फ्रेम बनाया जाता है संकलक स्टैक में एक कैनरी सम्मिलित कर सकता है तो ध्यान दें कि इस विशेष आंकड़े में हम प्रोग्राम के स्टैक दिखाते हैं जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा है स्टैक में फ़ंक्शन पैरामीटर होंगे इसमें रिटर्न एड्रेस होगा इसमें एक फ्रेम पॉइंटर होगा और फिर उस लागू फ़ंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल्स होंगे तो अनिवार्य रूप से संकलक यहां पर एक कैनरी डालेंगा अब कैनरी क्या है कैनरी अनिवार्य रूप से एक रैंडम संख्या है जो संकलक एक विशेष रैंडम स्टोर से ठीक करता है और इसे यहां पर सम्मिलित करता है यदि इन दो बफ़र्स में से कोई भी ओवरफ्लो होता है तो वह बफर1 या बफर2 ओवरफ्लो होता है और यह कैनरी को पार करता है जिससे कैनरी मूल्य को संशोधित किया जाएगा अब समारोह के अंत में संकलक का पता लगाएगा कि कैनरी मूल्य में बदलाव है जो यह बताते हुए कि स्टैक को संशोधित किया गया है इसलिए यदि आप यहां इस विशेष छोटे कार्य को देखते हैं जो अनिवार्य रूप से स्टैक फ्रेम बनाता है तो यह स्टैक फ्रेम पॉइंटर को धक्का देता है ईबीपी को स्टैक पर धकेलता है जो इससे मेल खाती है और फिर स्टैक फ्रेम का एक परिवर्तन है जो वर्तमान स्टैक पॉइंटर बेस पॉइंटर पर ले जाया जाता है और फिर स्टैक पॉइंटर को स्थानीय चरों के लिए जगह देने के लिए 16 बाइट द्वारा डिट्रेक्ट किया जाता है अब यह कैनरी के बिना एक समारोह है अब अनुपालनियों में जो कैनरी का समर्थन करता है इस विशेष बिंदु पर अतिरिक्त निर्देश मौजूद हैं जहां जोड़ने के लिए निर्देश मौजूद हैं यहां एक कैनरी डालें और वापसी विवरण से ठीक पहले अधिक निर्देश मौजूद हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैनरी को संशोधित नहीं किया गया है अधिकांश संकलक कैनरी का समर्थन करते हैं इस पाठ्यक्रम में हम जिन संकलकों का उपयोग कर रहे हैं जीसीसी भी है कैनरी के लिए समर्थन है इसलिए कुछ संकलकों में कैनरी डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम हैं जबकि अन्य संकलक में संकलक के अन्य संस्करणों को आपको एक स्पष्ट संकलन ध्वज देना होगा जो कैनरी को कार्यों के भीतर डालने में सक्षम बनाएगा कुछ संकलक भी कैनरी डालने के लिए हेरिस्टिक्स का उपयोग करें उदाहरण के लिए यदि कोई संकलक यह पाता है कि किसी समारोह में बफर ओवरफ्लो की संभावना होती है तभी कैनरी डाली जाती है जीसीसी के संस्करणों में कैनरी को सक्षम करने के लिए जो डिफ़ॉल्ट रूप से कैनरी का समर्थन नहीं करते हैं आप इन संकलन विकल्प f stack protector स्टैक प्रोटेक्टर जोड़ सकते हैं इसलिए इस ध्वज को जोड़ना संकलक के लिए कार्यों में कैनरी जोड़ने का संकेत है तो आइए देखते हैं कि कैनरी वास्तव में एक छोटे से उदाहरण के साथ आंतरिक रूप से कैसे काम करते हैं इसलिए हम इस विशेष उदाहरण को लेंगे जहां केवल दो कार्य हैं एक मुख्य कार्य और फिर स्कैन नामक एक अन्य कार्य और मुख्य कार्य सिर्फ स्कैन लागू करना और लौटना है अब स्कैन फ़ंक्शन में हम 22 बाइट के स्थानीय बफर की घोषणा करते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक स्थानीय चर है इस सरणी को स्टैक में आवंटित किया गया है तो फिर अब हम इस स्कैनफ़ फ़ंक्शन का आह्वान करते हैं जो उपयोगकर्ता से एक स्ट्रिंग पढ़ता है तो ध्यान दें कि यह विशेष स्कैनफ़ फ़ंक्शन बफर ओवरफ्लो की क्षमता है इसका कारण यह है कि उपयोगकर्ता एक बड़ी स्ट्रिंग में प्रवेश कर सकता है जो 22 बाइट से बहुत बड़ा है और इसलिए बफर2 ओवरफ्लो हो सकता है अब हम स्टैक पर नजर डालते हैं इसलिए जब मुख्य कार्य स्कैन फ़ंक्शन का आह्वान करता है तो यह है कि स्टैक कैसा दिखने वाला है इसलिए वहां वापसी का पता स्टैक में धकेल दिया गया है यह मुख्य में स्कैन अनुदेश के तुरंत बाद पते से मेल खाती है फिर पिछले फ्रेम पॉइंटर को स्टैक पर धकेल दिया गया है जो स्कैन फ़ंक्शन के वापस आने पर फ्रेम को बदलने में सक्षम बनाएगा फिर संकलक एक कैनरी डालेगा और बफर2 के मौजूद रहने के लिए 22 बाइट जगह होगी अब देखते हैं कि जब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं और एक बड़ा इनपुट देते हैं जो 22 बाइट से काफी बड़ा होता है तो क्या होगा उदाहरण के लिए हम इस विशेष कार्यक्रम को gcc canaries 2c O0 से संकलित करते हैं अब जीसीसी कैनरी के इस विशेष संस्करण में डिफ़ॉल्ट रूप से डाला जाता है हालांकि यह सभी जीसीसी संस्करणों के लिए मामला नहीं हो सकता है जिस स्थिति में आपको संकलन के दौरान एक विकल्प के रूप में f stack protector डालना होगा अब जब आप स्कैन नामक इस विशेष कार्यक्रम को मुख्य रूप से चलाते हैं तो स्कैन स्कैनफ़ को कॉल करें और यह उपयोगकर्ता को एक स्ट्रिंग दर्ज करने के लिए प्रेरित करता है इसलिए हमने यहां जो किया है वह यह है कि हमने 22 बाइटस से बहुत बड़ी स्ट्रिंग में प्रवेश किया है क्योंकि आप जानते हैं कि स्कैनफ क्या करता है कि यह इस विशेष स्ट्रिंग के साथ बफर2 को भर देगा अब षोडशोपचार नोटेशन में 2 के लिए ASCII मूल्य 32 है अब यहां क्या होता है कि ३२ का यह मूल्य जो स्टैक में भरा हुआ है यह बफर2 भरने के साथ शुरू होता है और जब से हम बफर2 की 22 बाइट्स सीमा से अधिक हैं एक बफर ओवरफ्लो है और हम ध्यान दें कि कैनरी मूल्य बदल जाता है इसलिए जो भी कैनरी मौजूद थी वह अब 32 32 32 और 32 के साथ अधिक लिखा गया है इसी तरह वापसी पते और फ्रेम सूचक सहित स्टैक पर अन्य डेटा 32 के साथ अतिलिखित हो जाता है अब जब स्कैन फ़ंक्शन रिटर्न करता है तो क्या होता है कि संकलक ने कोड जोड़ा है जो यह पता लगाता है कि कैनरी वैल्यू बदल गई है या नहीं फल स्वरूप हमें एक आउटपुट मिलेगा जो इस तरह दिखता है आप देखते हैं कि एक स्टैक स्मैशिंग का पता चला है और कार्यक्रम समाप्त हो गया है तो ध्यान दें कि यहां एक बात यह दर्शाती है कि कार्यक्रम इस विशेष स्थान 0x804847A पर समाप्त हो गया है और कैनरी का मूल्य जो संशोधित किया गया है वह 32 32 32 32 था यह वास्तव में वही है जो बफर ओवरफ्लो के कारण स्टैक में मौजूद था इसलिए स्टैक स्मैशिंग का पता लगाने का परिणाम भी समाप्ति के बिंदु पर उस विशेष कार्यक्रम का स्मृति मानचित्र प्रदान करेगा तो अब हम क्या वास्तव में कैनरी के साथ होता है में थोड़ा गहरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो स्लाइड के इस हिस्से पर यहां पर कैनरी सक्षम बिना स्कैन के लिए असेंबली कोड दिखाता है जबकि बाईं ओर इसी असेंबली कोड को दिखाता है जो कैनरी सक्षम के साथ अनुपालन हो जाता है इसलिए आप यहां देखते हैं कि कैनरी के बिना निर्देशों की संख्या बहुत कम है ध्यान दें कि हमेशा की तरह एक स्टैक फ्रेम बनाया जाता है और फिर कुछ पैरामीटर जो स्कैन के लिए निर्धारित किए गए हैं और फिर स्कैन के लिए एक मंगलाचरण है iso c99 scanf नामक यह विशेष निर्देश पुस्तकालय से स्कैनफ फ़ंक्शन का आह्वान करेगा और फिर समारोह से वापसी होती है अब जब कैनरी सक्षम होते हैं तो कुछ अतिरिक्त निर्देश जोड़े जाते हैं अब ठीक है हम समारोह के शुरू में तीन निर्देश है और दो निर्देश है कि समारोह के अंत में डाला जाता है अब तीन निर्देशों का यह सेट अनिवार्य रूप से स्टैक में एक रेंडम कैनरी लोड करता है इसलिए कैनरी में मौजूद रेंडम मूल्य इस विशेष स्थान से प्राप्त किया जाता है gs20 जो जीएस द्वारा इंगित खंड में है और एक ऑफसेट 20 रेंडम डेटा जो यहां मौजूद है इसलिए हम वहां से कुछ रेंडम डेटा ले रहे हैं जो इसे ईएएक्स रजिस्टर में ले जा रहे हैं और फिर ईएएक्स रजिस्टर की सामग्री को स्टैक में संग्रहित कर रहे हैं अब स्थान ईबीपी में यह एक फ्रेम पॉइंटर है 12 बाइट वह जगह है जहां कैनरी स्थान मौजूद है अब इस स्थान पर हम EAX की सामग्री का भंडारण कर रहे हैं जो कैनरी के लिए रेंडम मूल्य है फिर हमारे पास एक पूर्व या निर्देश है जो अनिवार्य रूप से ईएएक्स रजिस्टरज़ीर बनाता है अब हमारे पास बाकी तीन निर्देश हैं जैसा कि समारोह से वापसी से ठीक पहले और अंत में था एक जांच है जो यह पता लगाने के लिए की जाती है कि कैनरी बदल गई है या नहीं अब जांच अनिवार्य रूप से स्टैक से कैनरी मूल्य लोड करेगी जो स्थान ईबीपी 12 पर है EDX रजिस्टर में और फिर यह जांचेगी कि कैनरी की सामग्री बदल गई है या नहीं इसलिए यह जांचकर किया जाता है कि क्या जीएस 20 में मौजूद मूल डेटा का एक्स ऑर ईडीएक्स रजिस्टर में समान है इसका मतलब यह होगा कि कैनरी में कोई परिवर्तन नहीं है और फंक्शन सफलतापूर्वक वापस करता है दूसरी ओर अगर हम पता लगाए कि कैनरी वास्तव में बदल गया है तो इसका मतलब यह होगा कि एक्स ऑर कुछ मूल्य है जो गैर शूंय है और फिर वहां इस विशेष फंक्शन के लिए एक कॉल होगा जिसे stack chk fail कहा जाता है अब stack chk fail एक अंतर्निहित फ़ंक्शन है जो अनिवार्य रूप से इस विशेष आउटपुट को प्रिंट करेगा जो स्टैक मुंहतोड़ का सटीक जानकारी बताता है और अन्य रक्षा तंत्र प्रोसेसर विनिर्माण द्वारा हार्डवेयर में लागू किया जाता है इसे गैर निष्पादित स्टैक या डब्ल्यू एक्स बिट WX bit कहा जाता है उदाहरण के लिए किसी विशेष सेगमेंट के लिए स्टैक सेगमेंट या तो उस विशेष सेगमेंट को लिख सकता है या उस सेगमेंट से निष्पादित कर सकता है इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप किसी विशेष सेगमेंट को लिख सकते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि आप उस सेगमेंट से निष्पादित नहीं कर सकते हैं दूसरी ओर यदि आप किसी सेगमेंट को निष्पादित कर सकते हैं तो हम उस विशेष सेगमेंट को नहीं लिख सकते हैं देखते हैं कि यह चीज क्यों काम करेगी तो याद है कि पिछले व्याख्यान में जब हम बफर ओवरफ्लो को देखा और कैसे हमलावर स्टैक में अपने पेलोड लिखा था और फिर उस विशेष पेलोड को निष्पादित किया कि हमलावर को स्टैक को लिखने और फिर स्टैक में निष्पादित द्वारा कोड इंजेक्ट करने में सक्षम था अब इस गैर निष्पादित स्टैक के साथ इन दोनों में से एक संभव नहीं है इसलिए यदि आप स्टैक को लिखते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि आप उस स्टैक से निष्पादित नहीं कर सकते हैं इंटेल और एएमडी दोनों प्रोसेसर इन गैर निष्पादित स्टैक का समर्थन करते हैं इंटेल प्रोसेसर पर इसे एनएक्स बिट कहा जाता है जबकि एएमडी प्रोसेसर में इसे एनडी बिट के नाम से जाना जाता है एनएक्स बिट या एनडी बिट गैर कोड क्षेत्रों को गैर निष्पादित के रूप में चिह्नित करने के लिए मौजूद है इस प्रकार विशेष प्रोग्राम के स्टैक में इसके एनएक्स बिट सेट होंगे जिसका अर्थ होगा कि आप स्टैक को लिख सकते हैं लेकिन आप उस स्टैक से निष्पादित नहीं कर सकते हैं अब संयोग से अगर हम कहते है कि पेलोड उस विशेष स्टैक से निष्पादित करने की कोशिश कर रहा है तो एक अपवाद होगा और कोड समाप्त हो जाएगा ओएस परिप्रेक्ष्य से एनएक्स बिट समर्थन को 2004 से लिनक्स कर्नल से समर्थित किया गया है और विंडोज एक्सपी सर्विस पैक 1 और विंडोज सर्वर 2003 भी इसलिए इसे डेटा निष्पादन रोकथाम कहा जाता है अब हम ध्यान दें कि यह हमले को रोकने के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है इसका कारण यह है कि सभी की आवश्यकता एक पृष्ठ के लिए सिर्फ 1 बिट है और यह उस विशेष प्रक्रिया के लिए पृष्ठ निर्देशिका और पृष्ठ तालिका में शामिल है और एक बिट है जो वास्तव में हमले को रोकने के लिए पर्याप्त है हालांकि कई गैर दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम हैं जिन्हें वास्तव में स्टैक से निष्पादित करने की आवश्यकता होगी उदाहरण के लिए जावा जस्ट इन टाइम संकलक कुछ बाहरी डेटा के आधार पर असेंबली कोड का निर्माण करेगा और फिर इसे निष्पादित करेगा अब ऐसे अनुप्रयोगों के लिए कोड निष्पादित होने से पहले स्टैक पर निर्माण हो जाता है यदि एनएक्स बिट सेट हो जाता है तो यह एप्लीकेशन पूरा नहीं होगा वास्तव में एनएक्स बिट सक्षम के साथ प्रोसेसर पर इस विशेष एप्लिकेशन को चलाने के लिए इस विशेष एप्लिकेशन के काम करने से पहले आपको इस एनएक्स बिट को अक्षम करने की आवश्यकता होगी यह इस बफर ओवरफ्लो हमलों को रोकने के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका क्यों है वहां भी है एक नकारात्मक पक्ष वर्तमान अनुप्रयोगों के कुछ प्रकार पूरा नहीं है इस रक्षा तंत्र कैनरी के साथ साथ एनएक्स बिट दोनों को अधिकांश आधुनिक प्रणालियों में शामिल किया गया है उदाहरण के लिए यदि आप उबंटू सिस्टम पर इस विशेष कोड को चलाने की कोशिश करते हैं आपको पता लगाने के लिए स्टैक स्मेशिंग मिल जाएगा और यह विशेष कोड नहीं चलेगा हालांकि इसे चलाने के लिए इन विशेष सुरक्षा को निष्क्रिय करना है जो कुछ विकल्प के साथ इस विशेष कार्यक्रम संकलन द्वारा किया जा सकता है तो इस स्टैक संरक्षण और एनएक्स बिट को अक्षम करने के लिए ऐसा करने का तरीका यह निर्दिष्ट करके है fno stack protector जो कैनरी और z execstack को अक्षम करेगा जो उस स्टैक से निष्पादन की अनुमति देगा जब यह किया जाता है एक निष्पादक aout मिल जाएगा और यह aout सफलतापूर्वक अपनी मशीन पर चलाना चाहिए अब आप इस विशेष निर्देशिका में इस कोड का उल्लेख कर सकते हैं और इन विकल्पों के साथ इसे संकलित कर सकते हैं और फिर इस विशेष कार्यक्रम को निष्पादित करते हुए देख सकते हैं कि पेलोड चल रहा है और शेल सफलतापूर्वक बनाया जा रहा है इस व्याख्यान को पूरा करने से पहले कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं अब जब हम मुख्य और स्कैन के इस विशेष उदाहरण पर विचार करें और हम मानते हैं कि जब स्कैनफ़ का उपयोग करें तो हमने सभी 2's का एक बहुत बड़ा इनपुट दिया है अब निष्पादन का क्या होगा जब कैनरी इस विशेष प्रोग्राम के लिए सक्षम नहीं हैं यह इस विशिष्ट कार्यक्रम में है मान लीजिए कि आपने इसे कैनरी के बिना संकलित किया है सक्षम किया जा रहा है जो उदाहरण के द्वारा संकलन के दौरान स्टैक प्रोटेक्टर कैनरी विकल्प का उपयोग करके है इस विशेष कार्यक्रम का परिणाम क्या होगा तो यह अगले व्याख्यान तक के बारे में सोचने के लिए कुछ है धन्यवाद